प्रिय मित्रों पिछले व्याख्यान से शुरू करते है और आप अवश्य देख रहे होंगे कि किस प्रकार ग्रॉस वेट पाया जाता है जब हम किसी मिशन की आवश्यकताएं निर्धारित कर रहे हो हम लोगों ने विंग एरोफॉइल एरोफॉइल चरित्रों एरोफॉइल के आकार पर काफी समय बिताया और जब भी हम एरोफॉइल के आकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब हम लोग चर्चा करते हैं वह कौन सा बिंदु है जहाँ पर एरोफॉइल स्थानीय रूप से मॉक 1 होगा क्योंकि यह जानने के लिए हम तत्पर हैं कि क्रिटिकल मॉक संख्या क्या है हम यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि एरोफॉइल का आकार या रूप बदल जाने पर स्टॉलिंग एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है हमने यह भी जाना की मैक्सिमम केम्बर की स्थिति में CLmax पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमने यह भी देखा की के CLmax लिए नोज रेडियस बहुत हद तक जिम्मेदार है और कहीं पर जब हम केम्बरड एरोफॉइल की चर्चा कर रहे थे हम प्रसन्न हैं की CLmax को बढ़ाने के लिए केम्बरड एरोफॉइल की आवश्यकता होती है परंतु हमने पाया है कि जैसे ही मैं केम्बर को बढ़ाता हूँ एक आयाम रहित मोमेंट C mac उत्पन्न होती है जो ऋणात्मक है अर्थात एक नोज डाउन मोमेंट का उत्पन्न होना और हमने मात्र उल्लेख किया था कि जब आप किसी वायुयान के डिज़ाइन का प्रयास कर रहे हैं तब केम्बर को बढ़ाने से CLmax तो बढ़ेगा परंतु आपको ऋणात्मक C mac को भी संभालना होगा जिससे वायुयान संतुलित रहे अगर आप स्थिरता और नियंत्रण प्रणाली को याद करेंगे आप शीघ्र पकड़ लेंगे कि मैं क्यों Cmacऋणात्मक को नियंत्रित करने की बात कर रहा हूँ किसी भी स्थिति में जब हम संरचनात्मक डिज़ाइन की दिशा में आगे बढ़ेंगे हम लोग स्पष्ट पुनरावलोकन अपनी समझ को संकलित करने का प्रयास करेंगे इस बिंदु को समझें कि CLmax को बढ़ाने के लिए केम्बर बढ़ाने से Cmacऋणात्मक का आ जाना एक दंड है जिसे हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता है एरोफॉइल के बाद हमने विंग के विषय में जाना और हमने आस्पेक्ट रेश्यो एवं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी अच्छा समय लगाया आज मैं आस्पेक्ट रेश्यो के कुछ बिंदुओं को भी स्पर्श करूँगा कृपया यह समझ लें कि डिज़ाइन पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि एक और एक मिलकर दो होते हैं डिज़ाइन पाठ्यक्रम एक चुनौती है जहाँ एक और एक मिलाकर कुछ भी बना पाते हैं सांकेतिक रूप से एक और एक मिलाकर 05 बनाने की जरूरत पड़ सकती है तो कभी एक और एक मिलाकर 25 भी बनाना पड़ सकता है यही अनुकूल स्थितियों का संवर्धन और विपरीत स्थितियों का न्यूनीकरण है जिस से एक डिज़ाइन की सुंदरता प्रकट होती है यह महत्वपूर्ण है कि कुछ पैरामीटर के बारे में हम मूल रूप से समझ ले क्योंकि वायुयान की संरचना के लिए उनके व्यवहार की आवश्यकता होगी अगर हम आस्पेक्ट रेश्यो को ले हमने देखा है कि आस्पेक्ट रेश्यो बढ़ाने से stall कम होता है क्योंकि सेल्फ डाउनवाश कम हो जाता है सही इसी तरह अगर S स्थिर है तो दिए गए S के लिए आस्पेक्ट रेश्यो बढ़ाने का अर्थ है वास्तव में स्पान को बढ़ाना अगर मैं आस्पेक्ट रेश्यो को बढ़ाता हूँ तो साधारण रूप से LD बढ़ता है साथ ही हम समझते हैं कि प्रत्येक आस्पेक्ट रेश्यो के लिए max यह एक विशेष वेलोसिटी या स्पीड के साथ मेल खाती है अगर हम लिफ्ट को वजन के बराबर रखते हैं दूसरा रोचक अवलोकन उपयोगी अवलोकन आपको स्पान से होकर करना है आप ध्यान पूर्वक देखें मैंने कहा है कि दिए गए S के लिए अगर मैं आस्पेक्ट रेश्यो को बढ़ाता हूँ तो स्पान भी बढ़ता है अर्थात परोक्ष रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कौन सा S चाहिए इसका निर्णय मूलतः आस्पेक्ट रेश्यो पर आधारित नहीं होकर कुछ और पर ही आधारित हो रहा है उदाहरण स्वरूप अगर लिफ्ट वजन के बराबर है तो L W 1 2 V 2 S C L अगर डिज़ाइन परिसीमन के कारण CL एक विशेष संख्या ही हो अगर मैं निर्णय करूँ कि किस खास ऊंचाई पर और किस खास गति पर उड़ान भरनी है तो S स्थिर होगा यह समझने का तरीका है डिज़ाइन समझने का अन्य तरीका है कि किसी विशेष मिशन के लिए हम मानते हैं कि WS स्थिर है देखें S मुख्य रूप से यहाँ पर अन्य मानदंडों के लिए स्थिर है उत्पत्ति यहाँ पर है अंत में क्षेत्र ही निश्चित करेगा कि वहाँ कितनी लिफ्ट होगी परंतु हम जानते हैं क्या यह क्षेत्र लिफ्ट के लिए चाहिए अगर तथा स्पीड इत्यादि सब कुछ सामान है कि अगर यह क्षेत्र ऐसे चले और वही क्षेत्र इस तरह चले आप सहज ज्ञान से जानते हैं कि यही हम तलाश रहे थे इसलिए हम सही आस्पेक्ट रेश्यो के बारे में बात करते हैं और आप देखें कि इंड्यूसेड ड्रैग जो कि निम्न सब सोनिक है मैं ऐसे लिखता हूँ D i 1 2 V2 S C D i यह है इंड्यूसेड ड्रैग जो कि समतल उड़ान V के लिए है और जहाँ कि V 2 W S C L इसलिए CL क्या होगा C L 2 W S V 2 इसलिये D i 1 2 V 2 S 4 W 2 S 2 2 V 4 और इंड्यूसेड ड्रैग के लिए व्यंजक इस तरह होगा Di1 2 2 W2 V 2S 1 e AR हम जानते हैं कि ARb2S इसलिए इंड्यूसेड ड्रैग है Di2W2V2S1eb2S इसलिए D i 2W 2 V 2 1 e b 2 इस व्यंजक को ध्यान से देखें क्यों हम लोग इंड्यूसेड ड्रैग को संबोधित कर रहे हैं ड्रैग में ही है आकार और वेलोसिटी रेजिम द्वारा जनित ड्रैग जिसे पैरासाइट ड्रैग कहते हैं पैरासाइट ड्रैग जोड़ इंड्यूसेड ड्रैग अगर हम किसी प्रकार इंड्यूसेड ड्रैग को कम कर दें जो कि लिफ्ट के कारण प्रेरित हुआ है तब मैं लिफ्ट और ड्रैग के अनुपात को सुधार सकता हूँ इसलिए यह व्यंजक मुझे क्या बताता है यह मुझे बता रहा है कि D i ∝1 b 2 इसलिए दिए गए S के लिए अगर मैं b को बढ़ाता रहूँ तो ड्रैग अंग कम होता जाएगा यह है आस्पेक्ट रेश्यो और क्षेत्रफल के बीच संबंध के डिज़ाइन समझ दूसरा अवलोकन क्या है यानी 𝐷i ∝ 𝑊2 इसलिए ज्यादा वजन यानि ज्यादा इंड्यूसेड ड्रैग कृपया यह व्यंजक देखें सहज रूप में ज्यादा वजन यानी ज्यादा C L की आवश्यकता और D i∝1 V 2 रफ्तार के बढ़ने पर इंड्यूसेड ड्रैग कम होता है यह एक सरल समझ है वायुयान के प्रदर्शन पर आपने देखा है कि समतल उड़ान के वेग अधिक होने पर CL की आवश्यकता कम होती है और इंड्यूसेड ड्रैग CL 2 के अनुपाती होता है इसलिए जब हम भार के बारे में बात करते हैं यह बहुत साफ है कि अनावश्यक भार बढ़ाने से हमें इंड्यूसेड ड्रैग के रूप में मुआवजा देना होगा इसलिए लिफ्ट और ड्रैग के अनुपात से वायुयान की क्षति होती है आस्पेक्ट रेश्यो में देखने का यह भी एक तरीका है हमने क्या किया हमने कहा आस्पेक्ट रेश्यो मैं मान रहा हूँ क्षेत्रफल वही है मैं आस्पेक्ट रेश्यो को बदल नहीं रहा मतलब मैं स्पान को बदल रहा हूँ सरलता से समझ में आता है कि बढ़ाने से संरचनात्मक समस्याएं पैदा होती है आपको सावधान रहना चाहिए इसे इस तरह नहीं लटकना चाहिए इससे जमीन पर उतरने में समस्या हो सकती है वायुयान इस तरह से करेगा हल्की बैंकिंग से टेल जमीन से टकरा सकती है बड़े ग्लाइडर के लिए यह एक आम घटना है यही कारण है कि बड़े स्पान वाले ग्लाइडर पर यहाँ भी एक टेल व्हील लगा होगा जिससे यह भार सह लेते हैं ताकि जब भी यह क्षतिग्रस्त हो जाए हम इन्हें बदल दें आखिर में जब डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो संख्या से शुरू करते हैं एक मार्गदर्शन संख्या अगर हम साधारण विमान की बात कर रहे हैं मान लीजिये ट्विन इंजन तब आस्पेक्ट रेश्यो 7 से 8 तक अच्छा है मैं तो कहूँगा जरा ऊंची 78 से 8 तक की सीमा सही है एकल इंजन थोड़ा सा कम पर यही क्रम शुरू करने के लिए ट्विन टर्बो प्रॉप में यह संख्या 85 से 93 तक की सीमा में जो कि ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध मार्गदर्शन है जिससे आप संरचना की रूपरेखा बनाने का प्रयास करते हैं यह प्रोपेलर विमानों के लिए है जेट ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए मैं पसंद करूँगा 7 से 75 तक की आस्पेक्ट रेश्यो और अगर आप गति और बढ़ाते हैं तो यह कम होकर 6 55 पर आ जाता है परंतु संरचना शुरू करने के लिए संख्याएं बहुत सहायक हैं आज के नौजवान मात्र विंग या पारंपरिक टेल से संतुष्ट नहीं होते उनको मेरा ऐसा बनाया चित्र पसंद नहीं आता अगर मैं विमान का ऐसा चित्र बनाऊँ तो वह कहेंगे यह क्या है उन्हें यह क्यों ना पसंद है वह कहेंगे क्यों यहाँ पर कुछ वह पसंद करेंगे कुछ ऐसा वे चाहते हैं उसको ऐसा दिखना चाहिए वे यहाँ पर कुछ ऐसा चाहेंगे और यहाँ भी पसंद करेंगे कुछ ऐसा आभास पहले के चित्र में और इस चित्र में जो मैं अभी बनाता हूँ आभासीय अंतर है यह गति को दर्शाता है यानी की गति को और आज के युवाओं को सुस्ती नहीं चाहिए उन्हें तो सब कुछ तेज़ चाहिए यदि मैंने इनको संजोग से चित्रित किया है मैंने विचार किया कि इन बातों की भी चर्चा की जाए हमारे वैचारिक रूपरेखा के अगले दौर में जाने के पहले उपरोक्त क्या है यह सब कनार्ड है आस्पेक्ट रेश्यो की चर्चा में मैंने कनार्ड के बारे में कुछ कहा कनार्ड मात्र नियंत्रक सतहें है जो विभिन्न आकारों की हो सकती हैं और कम गति वाले विमानों पर विभिन्न समय क्षेत्रों में उड़ते हुए आपको मिलेंगे कम गति वाले विमानों को नियंत्रित करने के लिए कनार्ड का व्यवहार किया जाता है विमान के कनार्ड द्वारा नियंत्रण और एफ्ट टेल द्वारा नियंत्रण में क्या अंतर है आप जानते हैं पर मुझे बताने दें कि अगर यह एफ्ट टेल और अगर मैं नोज अप मोमेंट देना चाहता हूँ तो मुझे एलीवेटर को इस तरह से मुड़ना होगा जिससे इसको नोज अप मोमेंट मिलेगी परंतु नेट लिफ्ट जो कि विंग पर पड़ रही लिफ्ट और टेल पर पड़ रही लिफ्ट का परिणामी है कम हो जाएगी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेल लग रही लिफ्ट अधोगामी है परंतु अगर मैं एक कनार्ड को वही नोज अप मोमेंट देता हूँ तब मैं एक कनार्ड को यहाँ रखता हूँ और क्या करता हूँ की उसे इस तरह से मोड़ता हूँ अगर मैं उसे इस तरह से मोड़ता हूँ तो इससे यहाँ एक बल लगता है जो आपको नोज अप मोमेंट देता है इस तरह कनार्ड पर लगी लिफ्ट विंग पर लगी लिफ्ट के साथ जुड़ जाती है और टोटल लिफ्ट बढ़ जाती है कनार्ड के साथ कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं साधारणतया पहली नजर में सहायक समझा जाने वाला कनार्ड के साथ यह प्रश्न भी आता है कि अधिक आस्पेक्ट रेश्यो होने पर भी क्या कनार्ड के क्या लाभ है कारण हम आस्पेक्ट रेश्यो पर केंद्रित है कल्पना करें यह एक विंग है और यहाँ आपने एक कनार्ड लगाया है और यह उड़ रहा है और जो भी हो यह कनार्ड सही व्यवस्थित है अगर मैं उच्च आस्पेक्ट रेश्यो को लगाता हूँ तो कनार्ड का आस्पेक्ट रेश्यो उच्च होगा और इसका स्टाल एंगल कम होगा तो विचार करें अगर विमान स्टॉल की तरफ आ रहा है तो विंग के स्टाल करने से पहले ही कनार्ड स्टाल होने का संकेत देने लगेगा विमान चालक इसकी व्यवस्था कर सकता है क्योंकि उसे सही चेतावनी मिली इस कारण से कनार्ड को उच्च आस्पेक्ट रेश्यो देते हैं मात्र स्टाल एंगल की दृष्टि से कोई मुझसे कह सकता है कि अनावश्यक रूप से उच्च आस्पेक्ट रेश्यो युक्त कनार्ड के स्थान पर उच्च केम्बरवाले विंग कनार्ड क्यों नहीं बना सकते साधारण रूप से हम नियंत्रक सतहो में केम्बर से बचते हैं परंतु कोई हमें इनके वहाँ प्रयोग से रोकता नहीं है बशर्ते कि आप परिणामों की व्यवस्था करने की जानकारी रखते हो और यह वह विषय हैं जिनके बारे में हम स्थिरता और नियंत्रण डिज़ाइन के अंतर्गत पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे